Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 26 Capacitors Inductors Contd Refer Slide Time 0029 तो यह विषय है कैपेसिटर और इंडक्टर तो अब विचार करें कि क्या होता जबकि एक संधारित्र के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है मान लीजिए कि धारा नीचे की ओर प्रवाहित होती है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है Refer Slide Time 0034 तो यह है यहाँ वर्तमान प्रवाह की दिशा को दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन यह दिया गया है जो कि वास्तव में ऊपर की ओर बहेगा और इसके बीच में r डाईइलेक्ट्रिक पदार्थ है और ये दोनों यह एक और यह एक ये दोनों कनडकटिंग प्लेट चला रहे हैं तो वर्तमान की दिशा ऊपर की ओर बढ़ रही है आम तौर पर किसी भी धातु में जिसे कहते हैं कि जब भी करंट प्रवाहित होता है तो यह मूल रूप से r होता है जिसे r इलेक्ट्रॉनों की गति कहा जाता है बस उस में r कॉल करेगा यदि वर्तमान दिशा में इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह ऊपर की ओर होगा तो यह वह इलेक्ट्रॉन प्रवाह है तो इस वजह से कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में यह r है यह r ऊपरी प्लेट है और यह वह है जो नीचे की प्लेट कहती है तो यहाँ कि यह यहाँ है कि नीचे की प्लेट में कौन से इलेक्ट्रॉन कॉल होंगे इसका मतलब है कि ऋणात्मक चार्ज वास्तव में जमा हो जाएगा या एकत्र किया जाएगा इस r कॉल बॉटम प्लेट में यही कारण है कि इसे r नकारात्मक चार्ज दिखाया जाता है तो इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र होगा इस डाईइलेक्ट्रिक पदार्थ में बनाया जाएगा और विद्युत क्षेत्र बनाया जाएगा और इस वजह से इन दोनों प्लेटों के बीच में हैं और यह इलेक्ट्रॉनों को ऊपरी प्लेट को छोड़ने के लिए ऊपरी प्लेट को उसी दर पर छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जिस तरह से यह नीचे की प्लेट पर r पर जमा हुआ था इस प्रकार से और धारा की दिशा नीचे की ओर होगी और अगर वोल्टेज r क्या कॉल करेगा जो r इन दो प्लेटों पर लागू होता है तो और अगर चार्ज दूसरे तरीके से जमा हो जाता है तो हमारा वोल्टेज अगर इस पर लागू होता है तो r दो प्लेट स्वाभाविक रूप से r क्या कॉल करती हैं जो कि r चार्ज है r या तो नीचे जमा होगा प्लेट या शीर्ष प्लेट पर होगा लेकिन ध्यान रहे कि टोटल चार्ज होगा या तो नीचे की प्लेटअगर हा तो यह q होगी या यहां क्यू होगी लेकिन टोटल 0 होगा अपर प्लेट या लोअर प्लेट टोटल 0 होगा लेकिन सवाल यह है कि संधारित्र के इस पर संचित कुल चार्ज का मतलब है कि यह या तो ऊपरी प्लेट है या निचली प्लेट पर है Refer Slide Time 0302 तो इसे हम यहाँ स्पष्ट कर दे तो यह सारी व्याख्या इस आरेख का है और यह सारी व्याख्या यहाँ है जो कुछ भी हमने भी कहा है कि अधिकांश धातुओं में अधिकांश धातुओं में करंट में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है और नीचे की ओर बहने वाली पारंपरिक धारा r दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में ऊपर की ओर बढ़ते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर बढ़ते हैं वे संधारित्र की उस निचली प्लेट पर एकत्रित हो जाते हैं जैसा कि चित्र 52 में दिखाया गया है बस यहाँ आरेख को दिखाया है हमने जो कुछ भी बताया यहाँ इसलिए निचली प्लेट एक शुद्ध चार्ज r नकारात्मक चार्ज जमा करती है जो डाईइलेक्ट्रिक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है और यह विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को ऊपरी प्लेट को उसी दर से छोड़ने के लिए मजबूर करता है जिस दर पर वे निचली प्लेट पर जमा होते हैं Refer Slide Time 0401 इसलिए संधारित्र वृद्धि के माध्यम से धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती है और जैसा कि और जैसा कि r जो चार्ज बनाता है वोल्टेज कैपेसिटर के पार दिखाई देता है इसलिए जैसे ही चार्ज बनता है कैपेसिटर के पर वोल्टेज दिखाई देता है तो मान लीजिए कि एक प्लेट पर जमा होने वाला चार्ज कैपेसिटर में जमा हो जाता है क्योंकि अगर एक प्लेट चार्ज है और दूसरी भी लेकिन दो दोनों प्लेट अगर कहें तो यह 0 होगा इसलिए चार्ज जमा हुआ है या एक प्लेट कैपेसिटर में जमा है Refer Slide Time 0436 इसलिए यदि अगली पर जाएं तो ध्यान दें कि दोनों प्लेटों पर कुल चार्ज हमेशा शून्य होता है क्योंकि एक प्लेट में सकारात्मक चार्ज दूसरी प्लेट पर समान परिमाण के नकारात्मक चार्ज से संतुलित होता है इसलिए कुल 0 होगा तो कुल चार्ज यह दो प्लेटों में से एक है तो ऊपर से जहां एक वोल्टेज स्रोत v संधारित्र से जुड़ा है स्रोत एक प्लेट पर एक सकारात्मक चार्ज q और दूसरी प्लेट पर नकारात्मक चार्ज जमा करता है जैसा कि इस आरेख में दिखाया गया है Refer Slide Time 0501 मान लीजिए कि r दो प्लेट दो प्लेटों के बीच एक वोल्टेज लगाया जाता है तो इस तरफ से यह वोल्टेज स्रोत का टर्मिनल है और इसलिए चार्ज जमा हो जाता है और यह भी क्यू चार्ज जमा हो जाएगा और कुल चार्ज 0 होगा तो कैपेसिटर का कुल चार्ज अगर प्लेट में से कोई एक है तो यह है और यह है Refer Slide Time 0529 तो चार्ज q की संग्रहीत मात्रा मात्रा सीधे वोल्टेज vपर लागू होगी और समानुपाती होती है जैसे कि q c v यह r भौतिकी से भी जाना जाता है इसलिए इसी तरह भौतिकी इसलिए जैसा कि c आनुपातिकता का स्थिरांक है संधारित्र की धारिता के रूप में जाना जाता है तथा धारिता का मात्रक फैराड होता है तो यह होगा q c v Refer Slide Time 0555 तो समीकरण 1 से परिभाषित करें कि संधारित्र की एक प्लेट पर दो प्लेटों के बीच वोल्टेज का अंतर आवेश का अनुपात है तो वास्तव में केपेसिटेस यह q या v पर निर्भर नहीं करता है तो यह संधारित्र के भौतिक आयाम पर निर्भर करता है समानांतर प्लेट कैपेसिटर के लिए जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है जैसा कि हमने पहले ही दिखाया है इसलिए C A d Refer Slide Time 0623 जहां ए प्रत्येक प्लेट का सतह क्षेत्र है d दो प्लेटों के बीच दो r दूरी और एक एप्सिलॉन के बीच की डाईइलेक्ट्रिक दूरी है जो प्लेटों के बीच डाईइलेक्ट्रिक पदार्थ की पारगम्यता है तो यह हमें ज्ञात है कि यह समीकरण उच्च माध्यमिक भौतिकी से इनसे परिचित हैं Refer Slide Time 0646 तो चित्र 4 से अब यह निश्चित और परिवर्तनीय संधारित्र के लिए सर्किट प्रतीकों को दिखाता है इस मामले में इस मामले में चर का मतलब सिर्फ एक तीर बनाने के लिए सिर्फ एक बनाने के लिए है अब यह परिवर्तनशील है जब धारा i धनात्मक में प्रवेश कर रही है संधारित्र का टर्मिनल इसका अर्थ है कि इस अवस्था में संधारित्र चार्ज हो रहा है जो चार्ज हो रहा है यदि करंट धनात्मक से निकलता है तो उस धनात्मक टर्मिनल को क्या कहते हैं यदि यह धारा इस धनात्मक टर्मिनल से निकलती है तो संधारित्र निर्वहन कर रहा है यह दिया गया है तो हम इसे यहाँ स्पष्ट कर दे तो यह निश्चित संधारित्र प्रतीक है और इस तरह से r चर प्रतिरोध दिखाया है जिस तरह से उसी तरह दिखाया गया है और यह सर्किट सिंबल फिक्स्ड है यह फिक्स्ड के लिए है और यह वेरिएबल कैपेसिटर के लिए चित्र b के लिए है Refer Slide Time 0740 तो अभी जैसा हमने कहा पैसिव साइन कन्वेंशन के अनुसार बताया करंट को कैपेसिटर का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है जब कैपेसिटर चार्ज किया जा रहा हो और r और सकारात्मक टर्मिनल के बाहर यहाँ हमने बताया जब संधारित्र डिस्चार्ज कर रहा है Refer Slide Time 0802 अब करंट वोल्टेज संबंध प्राप्त करने के लिए संधारित्र उस का व्युत्पन्न लेता है rq समीकरण 1 में कि q cv इसलिए dqdt c dbdt वह जगह है जहाँ हम यहाँ लिख रहे है यह व्युत्पन्न ले रहा हूँ इस समीकरण 1 के समय के संबंध में तो dq अब पहले अध्याय से मूल अवधारणा पूछें कि i dqdt यह भी पता है कि i dqdt तो इसलिए i dq dt तो हम इसे स्पष्ट कर दे कि यह r है जिसका अर्थ है i इसलिए i dqdt होगा बाईं ओर से देखने पर Refer Slide Time 0844 इसलिए i सी db dt तो यह समीकरण 5 है Refer Slide Time 0858 यह एक संधारित्र के लिए वर्तमान और वोल्टेज संबंध है सकारात्मक संकेत परंपरा को मानते हुए चित्र 5 में दिखाए गए संबंध यह पक्ष i है यह पक्ष वोल्टेज के परिवर्तन की दर DVdt है यहाँ i है और यह ढलान c है तो यह एक रैखिक है यह मूल रूप से एक रैखिक समीकरण है इसलिए c जब c स्वतंत्र है i r dbdt Refer Slide Time 0917 तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो समीकरण 5 को संतुष्ट करते हैं उन्हें इस विशेषता से भी रैखिक कहा जाता है तो ये पाया गया हैं कि इसे रैखिक कहा जाता है तो मान ले कि यह एक रैखिक संधारित्र है तो इस संबंध के कारण यह कहेगा कि c पूरी तरह से स्वतंत्र y है संदर्भ समय 0947 तो यह एक रैखिक संधारित्र है Refer Slide Time 0957 तो अगला यह है कि अगला वोल्टेज धारा का संबंध है जिसे संधारित्र समीकरण 5 के दोनों पक्षों को एकीकृत करके प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यहां पता है कि i c dvdt ah तो dvdt इसका मतलब हैयहाँ DV 1cidt होगा इसलिए यदि दोनों पक्षों को एकीकृत करते हैं यदि दोनों पक्षों को एकीकृत करते हैं तो यह कुछ सीमा प्राप्त करने के लिए अनंत होगा तो अब सवाल यह है हम इसे स्पष्ट कर दे तो सवाल यह है कि यह सीमा पुट इन्फिनिटी है और वास्तव में उस 1ct0 t idtbt0 के रूप में v t0 लिख रही है Refer Slide Time 1047 असल में यह समीकरण तो यह समीकरण है यह समीकरण अगर हम इस तरह लिखते है 1c कभी कभी कहें अनंत tot0 अगर idt लिखें तो अगर idt तो फिर t0 to t तो idt इस तरह से लिख सकते हैं तो यह समीकरण यहाँ है यह यह समीकरण t0 से n है तो यह समीकरण 1c वास्तव में लिख रहा है कि कौन सी कॉल है जो कि vt0 है यहाँ क्या कॉल vt0 यह समीकरण वास्तव में लिख रहा है इसे मुझे सपष्ट करने दे Refer Slide Time 1123 वास्तव में यह शब्द कि 1c जब राइट इनफिनिटी हो तो t0 r तो idt यदि इस समीकरण को इस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं तो जान लें कि r क्या कॉल करेगा कि कुछ में अतीत में कभी कभी वह r उस संधारित्र में r को कॉल करें कि वोल्टेज 0 हो सकता है जिसका अर्थ है कि v अनंत अतीत में किसी समय यह 0 था कोई वोल्टेज नहीं था तो संधारित्र अपरिवर्तित था और यह इस भाग का अर्थ है यह भाग अगर इस तरह लिखते है तो यह मूल रूप से इसे इस तरह बनाता है कि 1c iddt और अनंत से t0 यदि माकेट कुछ समय के लिए प्रारंभिक है और t0 t से तो यह भाग यहाँ है तो अगर इस तरह लिखते हैं और अगर 1c idt की वजह से एकीकृत करने का प्रयास मूल रूप से r होगा जो r dv है यदि इसे एकीकृत करते हैं तो यह होगा यदि इसे एकीकृत किया जाए तो यह vt0 v अनंत कहा जायेगा तो और कुछ भाग यहाँ जो कुछ समय अतीत में कॉल करते हैं वह हो सकता है कि यह वी इन्फिनिटी 0 था तो इसका मतलब है कि यही वह कॉल है जो r कैपेसिटर कहा जा सकता है कि कोई वोल्टेज नहीं है जो था संधारित्र अतीत में समय का कुछ हिस्सा हो तो उस स्थिति में जो होगा केवल vt0 ही होगा यही कारण है कि हम इसे स्पष्ट करेगे यही कारण है कि यह समीकरण t के लिए है और यह vt0 वास्तव में vt0 v का अनंत होना चाहिए था v का अनंत 0 होना चाहिए Refer Slide Time 1328 या इस समीकरण r से संबंध से लिखिए कि यह कौन सी कॉल है कि किसी भी समय q c v या qt किसी भी समय qt0 c vt0 इसे vt0 qt0c लिखा जाता है जिसका अर्थ है यह शब्द यह शब्द संधारित्र के आर पार t t0 समय पर वोल्टेज है आशा है इसे समझ गए होगे कि यह वास्तव में जब भी इसे लें जो मूल रूप से संधारित्र के माध्यम से बहने वाले वर्तमान के पिछले इतिहास को ले जाएगा जो कि विचार है तो वैसे भी इसे हम यहाँ स्पष्ट कर देगे और बस थोडा रुके Refer Slide Time 1414 तो इसका मतलब है कि vt0 qt 0 बटा c समय t0 पर कैपेसिटर के आर पार वोल्टेज है इसलिए इस समीकरण 7 का अर्थ है यह समीकरण 7 दर्शाता है कि संधारित्र वोल्टेज संधारित्र धारा के पिछले इतिहास पर निर्भर करता है और उसके कारण vt0 यहाँ है तो इसलिए संधारित्र में स्मृति होती है जो एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका अक्सर शोषण किया जाता है इसलिए ये समीकरण लिख रहे हैं कि अतीत से कुछ समय में वर्तमान में t तो अनंत से t0 से t जो पहले बताया था और हमने बताया कि v अनंत 0 होगा तो उस स्थिति में संधारित्र को दी गई यह तात्कालिक शक्ति p v i है लेकिन i c dvdt तोप्रतिस्थापन यदि हम यहाँ नहीं लिख रहे तो भी यह समझ में आता है Refer Slide Time 1507 तो यहाँ i c dvdt डालें तो यह cv dvdt होगा यह समीकरण 8 है अब संधारित्र में पहले की तरह संग्रहीत ऊर्जा को t pdt द्वारा अनंतता दिया जाता है तो यह p dt है मान लीजिए कि p घात v i है और इसे समय से गुणन किया जाता है तो यह ऊर्जा और अनंत से t है तो c infinity t और r t cv dvdt लिख सकते हैं यहाँ t का व्यंजक रख सकते हैं यदि इसे cv dvdt रखा जाए c इस ∫ के बाहर एक स्थिरांक है और फिर v dvdt इसलिए dt चला गया तो यह c से t v dv होगा अब अगर एकीकृत है तो यह समझ में आने वाली सरल बात है Refer Slide Time 1559 अगर इंटीग्रेट किया जाए तो 12 c v ∫ होगा c v2 बटा 2 इसलिए 12 c v 2 t अंनत से t इसलिए संधारित्र t इन्फानिटी पर चार्ज नहीं किया गया था हमने बताया है कि अतीत में किसी समय संधारित्र अपरिवर्तित रहेगा तो v इन्फिनिटी 0 होगा जो हमने बताया इसलिए यदि यह 12 c होगा तो यह 12 c v 2 r होगा यह समझ में आता है वास्तव में यह v t 2 है लेकिन t यहाँ छोड़ दिया गया है केवल v 2 यह 12 c v होगा इन्फानिटी 2 वास्तव में ऐसा होना चाहिए यह वास्तव में 12 cv 2 होगा यदि t का कार्य करें तो 12 cv 2 अनंत लेकिन v अनंत 0 है तो t को 12 cv 2 लिखा गया है तो यह समीकरण 10 है Refer Slide Time 1656 तो अगली बार उस v q को c से लें यह जान लें कि q c v और यहां स्थानापन्न करें यदि इसे यहां रखें तो w q 2 बटा 2 c मिलेगा यह समीकरण 11 है तो यह समीकरण वह है जिसे ऊर्जा समीकरण में कहते हैं यह ऊर्जा संधारित्र में संग्रहीत होती है जिसे r कहते हैं 12 cv 2 या 12 c q 2 तो समीकरण 10 और 11 संधारित्र की प्लेटों के बीच मौजूद विद्युत क्षेत्र में संग्रहीत ऊर्जा देते हैं जिसमें संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं इसलिए ऊर्जा में संग्रहीत होता है संधारित्र की प्लेटों के बीच मौजूद विद्युत क्षेत्र में क्या कॉल होता है चूंकि एक आदर्श संधारित्र ऊर्जा का अपव्यय नहीं कर सकता है इस ऊर्जा को प्रतिरोधक के रूप में पुनः प्राप्त किया जा सकता है ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है लेकिन इस मामले में जब आदर्श संधारित्र के मामले में यह ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकता है ऊर्जा हो सकती है इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है Refer Slide Time 1757 तो एक संधारित्र के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं पहले एक समीकरण 5 से है कि जब संधारित्र में वोल्टेज समय के साथ नहीं बदल रहा है इसका मतलब है कि ri बराबर समीकरण 5 dvdt है जब एक संधारित्र में वोल्टेज समय के साथ नहीं बदल रहा है वह r dc वोल्टेज है मान लीजिए उदाहरण के लिए हम इसे ले मान लीजिए यह समय है और यह वोल्टेज है और यदि dc वोल्टेज लेते हैं तो यह स्थिर होता है तो किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी बिंदु पर व्युत्पन्न dvdt 0 होगा इसलिए यदि यह dc वोल्टेज है तो i 0 होगा जिसका अर्थ है जब संधारित्र के पार वोल्टेज समय के माध्यम से वर्तमान में नहीं बदल रहा है संधारित्र 0 है dc वोल्टेज लागू करते समय यह निश्चित रूप से एक स्थिर स्थिति की स्थिति है इस विषय के बाद dc क्षणिक कब देखेंगे उस समय संधारित्र के साथ साथ प्रारंभ करनेवाला का व्यवहार बाद में आएगा तो इस प्रकार संधारित्र dc के लिए एक खुला सर्किट है जब स्विचिंग के समय स्थिर नहीं होता है स्विचिंग चीजों को अलग करने के समय स्विच करता है लेकिन इस प्रकार एक कैपेसिटर dc के लिए खुला सर्किट होता है हालाँकि यदि एक dc वोल्टेज को संधारित्र से जोड़ा जाता है तो r जिसे संधारित्र आवेश कहते हैं इस विषय के बाद डीसी क्षणिक कब देखेंगे उस समय मान लीजिए एक संधारित्र में एक dc वोल्टेज कनेक्ट करें संधारित्र चार्ज हो रहा है Refer Slide Time 1919 तो दूसरा बिंदु यह है कि संधारित्र पर वोल्टेज निरंतर होना चाहिए यह निरंतर होना चाहिए संधारित्र प्रतिरोध करता है और इसके पार वोल्टेज में अचानक परिवर्तन होता है हमने इसे रेखांकित किया है इसके विपरीत एक संधारित्र के माध्यम से धारा तुरंत बदल सकती है जो dc क्षणिक समय में दिखाई देगी अभी नहीं तो इसके विपरीत संधारित्र में धारा तुरंत बदल सकती है इस विषय के बाद dc क्षणिक कब देखेंगे उस समय का व्यवहार देखेंगे विशेष रूप से इसे सीखने के बाद उस शब्द में संधारित्र का व्यवहार विशेष रूप से स्थिर स्थिति की स्थिति लेकिन उस समय इस विषय को कवर करने के बाद एक dc क्षणिक पर विचार करें संधारित्र के साथ साथ प्रारंभ करनेवाला के व्यवहार के बारे में और अधिक जानेंगे कि उस क्षणिक स्थिति को क्या कहते हैं हमारा मतलब स्विचिंग है तो इसीलिए r इसके विपरीत धारा हालांकि एक संधारित्र तुरंत बदल सकता है तो यह एक बात है और अगला एक आदर्श संधारित्र है जो ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकता है हमने पहले बताया था संधारित्र अपने क्षेत्र में ऊर्जा का भंडारण करते समय सर्किट से शक्ति लेता है और सर्किट को शक्ति प्रदान करते समय पहले से संग्रहीत ऊर्जा लौटाता है तो अब यह सब कैपेसिटर के बारे में है तोdc क्षणिक पर विचार करने के लिए यही कारण है कि एक ही समय में एसी सर्किट उस समय प्रतिरोध कैपिसिटेंस यह सब क्या कॉल इंडक्शन पे आएगा तो वह बाद में है कि dc क्षणिक पूरा करने के बाद एकल चरण सर्किट के लिए जाएगा उस समय और भी बहुत कुछ पता चलेगा और निश्चित रूप से जहां तक हम कह सकते है कि प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का संबंध है जहां तक हम कह सकते है ac ट्रान्ससिएंत का अध्ययन नहीं करेगे तो कुछ उदाहरण लें Refer Slide Time 2110 उदाहरण के लिए जो 3 माइक्रो फैराड कैपेसिटर पर 20 वोल्ट के साथ संग्रहीत चार्ज की गणना करता है वह भी कैपेसिटर में संग्रहीत ऊर्जा को बहुत सरल चीज पाते है इसमें 3 माइक्रो फैराड दिया गया है q cv तो सी 3 माइक्रो फैराड है यानी 310 से पावर 6 फैराड और वोल्टेज 20 वोल्ट है इसलिए यह 60 माइक्रो कूलम्ब है Refer Slide Time 2132 तो स्टोर एनर्जी 12 12cv 2 12 c है 3 10 को पावर 6 फैराड माइक्रो फैराड इसे फैराड में परिवर्तित करें तो 12 3 10 से घात 6 v 2 20 2 यानी 600 माइक्रो जूल Refer Slide Time 2146 अगला यहाँ दिया जाता है कि 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटर के माध्यम से करंट i t 6 e से पावर 3000 मिली एम्पीयर है प्रारंभिक संधारित्र वोल्टेज 0 मानते हुए इसके पार वोल्टेज निर्धारित करना है Refer Slide Time 2203 तो इस सूत्र को जान लें कि v 1c 0 to 2 ∫ से idt v 0 मेरा मतलब है कि अगर वापस जाएं तो इसका मतलब यह समीकरण हम समीकरण में वापस जा रहे है तो यह समीकरण v 1c idt यह समीकरण 7 है फिर यह फिर नीचे आ जाएगा तो इस मामले में यह समीकरण यह समीकरण 7 मान लें तो यह 1c 0 to t idt v 0 है प्रारंभिक समय 0 0 लिया है लेकिन v 0 0 समस्या में इसे 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटर के माध्यम से वर्तमान दिया जाता है यह वोल्टेज निर्धारित करता है मान लें कि कैपेसिटर वोल्टेज 0 है जो कि प्रारंभिक संधारित्र वोल्टेज 0 है जो कि v 0 के बराबर 0 है तो यहाँ यह v 0 0 है और c 2 माइक्रो फैराड है तो 1c यानी 2210 से पावर 6 0 से t कि 6e 3000t10 3 क्योंकि यह करंट मिलि एम्पीयर 6e में पावर को दिया गया था 3000 मिली एम्पीयर एम्पियर को परिवर्तित कर रहे हैं तो १० से घात ३ से गुणा किया जाता है इसलिए यहाँ यह बहु dt है इसे एकीकृत करने के लिए mu 1 e 3000 t volt होगा यह उत्तर है Refer Slide Time 2334 तो यह आसान उदाहरण आसान उदाहरण है अब अगला वाला आरेख 56 है यानी हम कहेगे कि 6a क्योंकि यह अध्याय पांच है तो एक साधारण सर्किट है और वोल्टेज v t चित्र 5 में दिखाया गया है यह 6 b q t और i t को प्लॉट करना है अब प्रश्न यह है कि यह दिया गया है r यह परिपथ दिया गया है यह सरल श्रृंखला सर्किट और एक वोल्टेज स्रोत कैपेसिटर c के साथ जुड़ा हुआ है श्रृंखला में c 1 माइक्रो फैराड दिया गया और i t है और i t से होकर प्रवाहित होता है और यहाँ यह r है जिसे कहते हैं कि वोल्टेज का तरंग दिया जाता है तो वास्तव में यह चित्र बनाना कुछ इस तरह है यह वास्तव में यहाँ होगा तो यह वास्तव में है अगर ले लो अगर लेने से पहले बता रहे हैं अगर इस सीधी रेखा की ढलान लेते हैं तो यह 10 वोल्ट है और यह माइक्रो सेकेंड में है यह माइक्रो सेकेंड है तो अगर इस सीधी रेखा का ढलान लें तो यह 10 होगा तो यहाँ यह 10 है और इसे r कहते हैं इसे r 2 कहते हैं तो ढलान 10 से विभाजित हो जाएगा यह माइक्रो सेकेंड 2 माइक्रो सेकेंड है यानी 2 10 से यह सीधी रेखा का ढाल है यदि यह ढलान है तो यह ढलान है तो तेन थीटा यह ढलान है इसी तरह इसके लिए भी यह ढलान है तो यह ढलान है इस मामले में यहाँ इस सीधी रेखा के लिए यहाँ आएगा तो यह केवल 1 सेकंड 4 से 5 का मतलब केवल 1 सेकंड होगा और यह 10 है इसलिए और यह कोण 10 से अधिक है तो यह वह है जिसे कॉल स्लोप ऋणात्मक होगा तो यह होगा 10 और 4 से 5 का अर्थ है यह 1 माइक्रो सेकेंड है क्योंकि यह माइक्रो में है दूसरा तो यह 1 10 से पावर 6 वोल्ट प्रति सेकंड होगा यह वास्तव में इस सीधी रेखा का ढाल है और यह स्थिर है और यह स्थिर है 2 से 4 सेकंड तक यह स्थिर है तो यह वोल्टेज है जिसका अर्थ है 0 से 2 तक वोल्टेज यह एक समय भिन्न होता है और फिर से 4 से 5 माइक्रो सेकेंड तक यह समय बदलता रहता है 2 से 4 माइक्रो सेकेंड के बीच में यह स्थिर रहता है यह वोल्टेज स्रोत दिया गया है तो तो इसे हम यहाँ स्पष्ट कर दे Refer Slide Time 2544 अब कि q q c v तो q t c v t लिखें और c यहां 1 माइक्रो फैराड है जिसका अर्थ है 10 से पावर 6 फैराड तो यह 10 से घात 6 v t है अर्थात q q की r इकाई कूलम्ब है तो यह v t है यह 10 से घात 6 है तो वी टी माइक्रो कूलम्ब 10 10 को पावर 6 के मामले में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और इस v t माइक्रो कूलम्ब को परिवर्तित कर दिया अब q t का प्लॉट दिखाया गया है q t का प्लॉट q t v t माइक्रो कूलम्ब होगा तो q t वास्तव में r सीधे r v t पर आ रहा है जिसका अर्थ है कि q t का यह आकार r v t के समान होगा क्योंकि q t v t माइक्रो कूलम्ब तो v t के लिए जो भी आकार होगा वह वही आकार होगा केवल एक चीज यह है कि इकाई बदल जाएगी Refer Slide Time 2642 इसलिए यदि ग्राफ को देखें कि qt यह है तो यह हमारा qty अक्ष qt है और यह हमारा t माइक्रो सेकंड है लेकिन यह माइक्रो कूलम्ब यह 10 है आकार समान रहता है सब कुछ समान रहेगा केवल एक चीज यह है कि इकाई बदल जाएगी क्योंकि q t मूल रूप से v t c 1 माइक्रो फैराड यह कोई और वैल्यू होती तो यह 10 10 नहीं होनी चाहिए थी कुछ और होनी चाहिए अब दूसरी बात यह है कि i t को प्लाट करना कि तो i t को प्लाट कैसे करेगे Refer Slide Time 2716 तो अब यह दिया गया है कि हमे पता है कि i t i पहले से ज्ञात c dvdt तो सामान्य तौर पर इसे लिख सकते हैं c dvtdt c 1 माइक्रो फैराड तो यहाँ 10 को पावर 6 को फैराड में परिवर्तित किया जाता है इसलिए 10 को पावर 6 dvdt में क्योंकि c को 1 माइक्रो फैराड दिया जाता है अब आकृति 6 b से इसका अर्थ है यह आंकड़ा 6 b है यह आंकड़ा 6 b है अब यह r क्या कॉल है कि 0 से r ढलान ने देखा है कि 102 10 से घात 6 और वह और यह गुजर रहा है मूल से तो मूल रूप से यह जान लें कि मूल y mx c से गुजरने वाली एक सीधी रेखा का कोई भी समीकरण तो c 0 है तो मूल रूप से इससे पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में y अक्ष v t है तो मैं ढलान 10 गुणा 2 10 से शक्ति 6 है इसलिए v t r 2 r 10 गुणा 2 10 से शक्ति 6 t होगा इसलिए यदि दिया गया है तो बाद में आंकड़े पर आएगा तो 0 से पहले के बीच 0 से r 2 सेकंड DVtdt के बीच पता लगाएं कि ढलान 10 गुणा 2 10 से पावर 6 है कि ढलान की गणना शुरू में मैंने बताई थी तो यह प्रति सेकंड 6 वोल्ट की शक्ति के लिए 5 10 होगा और 2 से 4 सेकंड के बीच में dvtdt 0 क्योंकि यह उस समय है जब यह एक है यह r क्या कॉल है यदि r dc मात्रा यह एक समय भिन्न है यह समय 2 से 4 से स्वतंत्र है तो इसका व्युत्पन्न होगा dvtdt 0 है और दूसरी बात 0 से r के बीच में है 4 से 5 सेकंड के बीच में क्या कॉल करें हमने 10 को 1 10 से पावर 6 को बताया इसलिए मूल रूप से 10 10 से पावर 6 वोल्ट प्रति सेकंड इसलिए इस सब के लिए अलग अलग समय अंतराल में वोल्टेज के परिवर्तन की यह सभी दर अब गणना की गई है Refer Slide Time 2913 अब जान लें कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में इसे जानें c dvtdt तो c 10 से घात 6 और dvtdt 5 10 से घात 6 5 एम्पीयर 0 और r 0 से 2 सेकंड के बीच में अब 2 से 4 के बीच i t 0 है क्योंकि dvtdt 0 यह dvtdt 0 और इसी तरह 4 से 5 सेकंड के बीच में i t c dvtdt तो dvtdt 10 से पावर 6 a क्या कॉल करता है 10 10 पावर 6 वोल्ट प्रति सेकेंड तो इस मामले में r c 10 से पावर 6 है जो कि फैराड 1 माइक्रो फैराड है इसलिए 10 से पावर 6 फैराड 10 10 से पावर 6 तो 10 से पावर 6 और 10 शक्ति 6 रद्द करने के लिए यह 10 एम्पीयर होगा अत i t का आलेख इस चित्र में दिखाया गया है अब इसलिए r 0 से 2 माइक्रो सेकेंड के बीच में यह 5 एम्पीयर है यह 5 एम्पीयर है यह एक स्थिरांक है गणना की है फिर 2 से 4 सेकंड यह 0 है तो यह 0 है और फिर 4 से 4 सेकंड अब यह 10 है r क्या कॉल एम्पीयर यानी 10 कि 4 से 5 यह i t के लिए प्लॉट है हमे आशा है कि यह एक समझ में आ गया है तो यह साधारण सी बात बहुत ही साधारण सी बात को केवल स्टेप बाय स्टेप समझ लेना है अब यह वह है जिसे केवल r समझने के लिए कहा जाता है कि हमने केवल एक एक कदम की गणना की है जैसे कि हमे पता नहीं है कि हमे हल करने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए तो यह चित्र में हमने पहले ही दिखाया है अब यह वह है जिसे केवल r समझने के लिए कॉल किया जाता है अब यह वह है जिसे केवल r समझने के लिए कहा जाता है कि हमने प्रत्येक चरण की गणना की है जैसे कि हमे पता नहीं है कि हमे हल करने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए तो इसे चित्र में हमने पहले ही दिखाया है Refer Slide Time 3053 तो अब dc कंडीशन के तहत अब कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा को चित्र 58 में देखे तो यह हमारा चित्र 58 है यह पता लगाना होगा कि कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा संग्रहीत है तो यह 1000 ओम 3000 ओम 6000 ओम है और यह 20 माइक्रो फैराड है यह 10 माइक्रो फैराड है यह 10 माइक्रो फैराड है अब सर्किट को dc शर्त के तहत फिर से ड्रा करें कि वह 10 माइक्रो फैराड 20 माइक्रो फैराड यह स्थिर अवस्था में खुला रहेगा और 20 वोल्ट dc लगाया जाता है इसलिए यदि सर्किट को पढ़ा जाए तो यह खुला है Refer Slide Time 3124 मान लें कि इस 20 माइक्रो फैराड में वोल्टेज b 1 है यह वोल्टेज b 1 है और यह वोल्टेज b 2 है तो यह खुला है तो यह खुला है तो यह धारा i है यह i इस तरह बह रहा है i इस तरह बह रहा है क्योंकि यह खुला है यह खुला है तो 1000 3000 और 6000 तो 10000 ओम Refer Slide Time 3136 इसलिए i r 20 बटा r 10000 एम्पीयर यह वह है जो इस चीज को कहते हैं जिसका अर्थ है कि वास्तव में 2 मिली एम्पीयर तो यह है r i कि i i एक बार एक बार गणना कर लेते है फिर आसानी से b 1 और b 2 की गणना कर सकते है इसलिए गणना दिखाने से पहले इसलिए यदि देखें कि b 2 क्या होगा क्योंकि वही i सिर्फ 1 मिनट लेता है Refer Slide Time 3219 इसमें से वही करंट प्रवाहित हो रहा है तो b 2 वास्तव में b 2 होगा यह 3000 और 6000 30006000 i होगा जो r b 2 होगा क्योंकि यह 30006000श्रृंखला में हैं और b 1 b 1 3000 r i होगा क्योंकि यह b 1 के आर पार वोल्टेज 3000 ओम प्रतिरोध के पार वोल्टेज है एक बार यह b 1 और b 2 प्राप्त करें पता है कि c 1 और c 12 cv 1 2 और 12 cv2 2 संग्रहीत ऊर्जा की गणना कर सकते हैं Refer Slide Time 3258 तो अब वह r मिलेगा जिसे i i 2 मिली एम्पीयर कहा है b 1 हमने बताया कि 3000 करंट i 2 10 से पावर 3 यानि 6 वोल्ट और b 2 9000 i हमने बताया कि यह 9000 2 10 की शक्ति से 18 वोल्ट है इस मिली एम्पीयर का अर्थ 2 10 से शक्ति 3 एम्पीयर है तो यह 210 से घात 210 से घात 3 एम्पीयर है और यह 210 से पावर 3 एम्पीयर 18 वोल्ट है Refer Slide Time 3325 इसलिए w 1 12 c 1 v 1 2 तो 12 c 1 को 20 माइक्रो फैराड दिया जाता है इसलिए 20 10 को पॉवर 6 b 2 इसलिए 6 6 इसलिए 360 मेगा मिली मिली जूल यह मिली जूल के संदर्भ में है क्योंकि 10 पॉवर 6 के लिए वहाँ है इसी प्रकार 12 c 2 v 2 2 12 r c 2 मान 10 माइक्रो फैराड तो 1010 से पावर 6 फैराड वोल्ट 2 1818 यह 1620 मिली जूल होगा इसलिए w 1 12 c 1 v 1 2 तो 12 c 1 को 20 माइक्रो फैराड दिया जाता है इसका मतलब यह है कि जब भी स्थिर dc लगाया जाता है तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा इसीलिए कैपेसिटर खुले हैं और सर्किट समाधान बहुत आसान है तो कुछ मूल बातें समझने के लिए यह बहुत आसान चीज है Glossary शब्दकोष English Word Word Meaning Capacitor कैपेसिटर संधारित्र Current करंट विधुत धारा Resistance रेजिस्टेंस प्रतिरोधक Circuit सर्किट परिपथ Terminal टर्मिनल मार्ग Magnitudes मैग्निट्यूड परिमाण Path पाथ पथ Key point की पॉइंट मुख्य बिंदु